इससे पहले कि हम प्रायोगिक तथ्यों पर अपना विश्लेषण शुरू करें आइए अब तक हमने जो कुछ सीखा है हम उसे संक्षेप में देखतें हैं तो हमने सीखा पहला एक गुहा में एक छोटा सा छिद्र बनाकर कृष्णिका को बनाया जाता है मुझे इस छिद्र की आवश्यकता है क्योंकि विकिरण बाहर आना चाहिए दूसरा गुहा के अंदर ऊर्जा घनत्व u एक तीव्रता या उत्सर्जकता से संबंधित है E बराबर है Euc4 और p दाब जिसे मैं विकिरण दाब भी कहूँगा u3 के बराबर होता है यह u3 समतल तरंगों द्वारा लगाए गए दाब से भिन्न है तो मैं सिर्फ ध्यान करा रहा हूँ कि u3 विकिरण की समदैशिक प्रकृति के कारण है समतल तरंगों के लिए दाब u या 2 u होता है जो इस बात पर निर्भर करता है कि विकिरण अवशोषित हो जाता है या यह परावर्तित हो जाता है लेकिन अब आपको जो उत्तर मिलता है वह u3 है ठीक है चलिए अब और आगे बढ़ते हैं तो एक कृष्णिका के लिए जिसे मैं फिर से एक छिद्र के साथ एक गुहा बनाऊंगा ठीक है बाहर आने वाला विकिरण केवल उसके ताप पर निर्भर करता है ठीक है केवल इसके ताप T पर और किसी पर भी नहीं और इसलिए गुहा के अंदर विकिरण दाब जो u पर निर्भर करता है केवल T का भी एक फलन है गैस या आदर्श गैस के विपरीत जहां आप देखते हैं कि आपको गैस की अवस्था को निर्दिष्ट करने के लिए 2 मापदंडों की आवश्यकता होती है दाब आयतन दाब ताप केवल कोई 2 पैरामीटर विकिरण में यह केवल एक पैरामीटर है तो विकिरण केवल एक चर द्वारा निर्दिष्ट किया जाता है जिसे ताप T कहा जाता है इसके विपरीत मान लीजिए कि एक आदर्श गैस जिसके लिए स्वतंत्र रूप से p और T की आवश्यकता होती है यहां p और T स्वतंत्र नहीं हैं p केवल T पर निर्भर करता है या p T पर निर्भर करता है इसलिए सब कुछ T द्वारा निर्धारित किया जाता है और इसके परिणामस्वरूप कुछ है जिसे स्टीफन बोल्ट्जमान नियम कहते हैं जो T के पदों में विकिरण की तीव्रता देता है और यह कहता है कि निकलने वाले विकिरण की तीव्रता T4के बराबर है जहां सिग्मा को स्टीफन बोल्ट्ज़मैन स्थिरांक के रूप में जाना जाता है जिसका मान 567 × 10 8 Wm2K4 है ठीक है तो यह प्रारंभिक रूप में प्रयोगात्मक रूप से व्युत्पन्न संबंध है हालाँकि जैसा कि आपने अभी देखा कि मैं अंदर विकिरण के लिए दाब को परिभाषित कर सकता हूँ मैं ताप के पदों में परिभाषित कर सकता हूँ तो मैं उष्मागतिकी का उपयोग इस नियम को प्राप्त करने के लिए भी कर सकता हूँ जो बोल्ट्जमैन द्वारा किया गया था और इसीलिए इसे स्टीफन बोल्ट्जमैन नियम के रूप में जाना जाता है और अब हम ऐसा करते हैं लेकिन इससे पहले तीव्रता I को T4 के रूप में दिया गया है और हमने पहले देखा है कि यह और कुछ नहीं बल्कि c4u है और इसलिए एक गुहा के अंदर विकिरण घनत्व 4 c T4 होने जा रहा है और अंदर का दाब 4 3c T4 होने जा रहा है यह आप पहले से ही दाब के सूत्र के लिए प्राप्त कर चुके हैं आइए अब हम उष्मागतिकी द्वारा स्टीफन बोल्ट्जमैन नियम प्राप्त करतें है हम यह कैसे करे हम पहला नियम लागू करते हैं जो कहता है कि TdSdUPdV है ठीक है और इसलिए मैं नियत ताप पर TdSdV जो कि नियत ताप पर dUdVP के बराबर होने जा रहा है प्राप्त करता हूँ अब U आंतरिक ऊर्जा है जो ऊर्जा घनत्व गुणा V के बराबर है और इसका तात्पर्य है कि dUdV नियत ताप पर U होने जा रहा है क्योंकि U केवल T पर निर्भर करता है यह बहुत महत्वपूर्ण है U V या किसी भी चीज़ पर निर्भर नहीं करता है यह केवल T पर निर्भर करता है और यही कृष्णिका विकिरण के बारे में अवलोकन है तो आपके पास TdSdV होगा TUP जो और कुछ नहीं बल्कि UU3 है जो कि 4U3 है ठीक है अब यहाँ कुछ है जिसे उष्मागतिकी में मैक्सवेल संबंध कहा जाता है जो कहता है कि ∂S∂V T पर और कुछ नहीं बल्कि नियत आयतन पर dPdT है जिसे मैं इस केस में नियत आयतन पर 13dUdT के रूप में लिख सकता हूँ तो अब हमारे पास यह T∂p∂TVT3∂u∂TV4u3 है वास्तव में मैं इस आंशिक व्युत्पन्न को T3dudT के रूप में भी लिख सकता हूँ क्योंकि यह केवल ताप पर निर्भर करता है यह 4u3 यह 3 cancel हो जाता है और मुझे duu4dTTucT4 मिलता है और वह I में ऊर्जा घनत्व है जो कि c है कुछ स्थिरांक है Icu4 तो यह भी T4 के समानुपाती है और यह स्टीफन बोल्ट्जमैन का नियम है तो हमें जो मिला है वह यह है कि एक कृष्णिका के लिए T4I और u संबंधित है इसलिए uT4 है हमें ताप और आंतरिक ऊर्जा से संबंधित कुछ सैद्धांतिक परिणाम प्राप्त हुए हैं अधिक दिलचस्प क्या है हालाँकि यह ऊर्जा कैसे वितरित की जाती है या विभिन्न तापमानों के लिए वर्णक्रमीय घनत्व u बनाम और यही बात वैज्ञानिकों को लंबे समय तक परेशान करती रही इस दिशा में पहला कठोर विश्लेषण फिर से उष्मागतिकी का उपयोग करके वीन द्वारा किया गया था और यह हमारा अगला काम होगा तो वीन का कृष्णिका विकिरण का विश्लेषण उष्मागतिकी का उपयोग करके किया गया था और उन्हें 2 परिणाम मिले जो बहुत बहुत महत्वपूर्ण हैं और जिन्होंने वास्तव में शोध के लिए रास्ते खोलें पहले परिणाम को वीन के विस्थापन नियम Wien's displacement law के रूप में जाना जाता है जो कहता है कि max जहां अधिकतम वर्णक्रमीय घनत्व गुणा T एक स्थिरांक है आपने देखा है कि ताप वक्र इस तरह दिखते हैं तो यह अधिकतम विस्थापन इस तरह से है कि जैसे जैसे तापमान नीचे चला जाता है तो यह उच्च और उच्चतर में इस प्रकार जाता है कि max T स्थिर हो जाता है और दूसरा परिणाम यह है कि u ताप के एक फलन के रूप में कुछ स्थिरांक divided by 5 गणनफल λ और T के एक फलन के रूप में के साथ बदलता है इसलिए और T इस फलन में एक गणनफल के रूप में दिखाई देते हैं वे किसी अन्य रूप में प्रकट नहीं होते हैं जो कि नियतांक गुणा है 3 कुछ अन्य फलन आइए हम इसे f1 कहते हैं तो ये दो परिणाम हैं जो हमने उष्मागतिकी के माध्यम से प्राप्त किए हैं और उनकी व्युत्पत्ति हमारे अगले एक व्याख्यान का विषय होने जा रही है